एक मुद्दा है जब हम किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा एक्सेस करने जाते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन से डाटा आने में जो समय लगता है वह है लेटेंसी तो एक यह समस्या है लेकिन आप वैसे ही कुछ कर सकते हो जैसा हमने पाइपलाइनिंग में किया थायद्यपि लेटेंसी ज्यादा रहेगी लेकिन फिर भी एक समय अंतराल के लिए मैं ज्यादा डाटा मेमोरी से ला सकता हूं मेमोरी बैंडविडथ क्या है यह वह दर है जिस दर से डाटा प्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच में आता जाता है यहां यह ध्यान देना है कि यह केवल वह समय नहीं है जिसमें की डाटा वापस आता है बल्कि यहां हम बात कर रहे हैं उस पूरे समय कि जिस दर से कि पूरा काम हो सकता है मान लो कि एक इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट होने में कितना समय लगता है यह 5 ns ले सकता है 10 ns ले सकता है अथवा 15 ns ले सकता है लेकिन जो थ्रोपुट मुझे मिलता है अगर मैं पाइपलाइनिंग कर रहा हूंवह है एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना अथवा हर नैनोसेकंड या हर साइकिल में पूरा होना क्योंकि मैं पाइपलाइनिंग कर रहा हूं यह अगर हम मेमोरी बैंडविडथ के हिसाब से सोचते हैं तो इसके समान ही है अगर हम मेमोरी बैंडविडथ के हिसाब से सोचते हैं तो आप मेमोरी बैंडविडथ कैसे बढ़ाएंगे एक आसान तरीका मेमोरी बैंडविथ बढ़ाने का है कि आप ब्लॉक साइज बढ़ा दें पहले हम एक ऐसे कैशे की बात कर रहे थे जो 4 बाइट्स स्टोर करता था इसलिए 64k का कैशे वास्तव में 4 बाइट की 16 K एंट्रीज होती थी और यह वास्तव में b थाजोकि वर्ल्ड साइज मेमोरी के द्वारा वापस आता था अब मैं क्या कर सकता थामैं कैशे का साइज बढ़ा सकता हूं इसलिए मान लेते हैं कि 4 बाइट की जगह 16 बाइट की कैशे एंट्रीज है इसलिए यह कैशे लाइन कहलाता है मेरा कैशे लाइन कितना बड़ा होगा इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जगह डॉट प्रोडक्ट का उदाहरण लेते हैं अब देखते हैं कि इन दो सिनेरियो में यह कैसे परफॉर्म करेगा इसलिए डॉट प्रोडक्ट का कोड कैसा दिखेगा यह वास्तव में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के सबसे अंदर वाले लूप के कोड की तरह दिखेगा जो कि वास्तव में कुछ नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यह बिल्कुल वैसा ही दिखेगा एक एड्रेस से R1 को लोड करो तथा दूसरे एड्रेस से R3 को लोड करो और अंत में R1 तथा R3 के प्रोडक्ट को R5 में ऐड कर दो और तब मैं इसको दोबारा करूंगा और यह मैं बार बार करता रहूंगा पहले हम इस केस को देखते हैं जहां हमारे पास 4 बाइट का कैशे लाइन साइज है फ्लॉप्स के टर्म्स में मुझे कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है वहां पर कैशे का दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा यह डॉट प्रोडक्ट है यह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए हर समय मुझे जो डाटा मिलेगा वह मेमोरी से ही आएगा इसलिए यह 100 ns लेगा फिर यह दूसरे 100 ns लेगाऔर उसके बाद यह मल्टीप्लाई एड एड्रेस इंक्रीमेंट तथा ब्रांचिंग करने के लिए कुछ और नैनोसेकेंड्स लेगा तो फ्लॉप क्या है इसकी हम वास्तव में पहले ही गणना कर चुके हैं हम 200 ns में दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे 10 एमफ्लॉप्स की दर मिलेगी अब हम यह देखते हैं कि अगर हम 16 बाइट byte का की कैशे लाइन करते हैं तो यह कैसे बदलती है इसलिए अगर मैं लोड R1 R2 करता हूंतो क्या होगा कैशे में क्या आएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है aik तथा bkj तो यह डॉट प्रोडक्ट है अभी मैं यह मानकर चलता हूं कि ai गुना bi इसलिए मैं ai को लोड कर रहा हूं तो यह एग्जीक्यूट होने में 100 NS लेगा लेकिन इस समय कैशे में क्या आ रहा है इस समय कैशे में ai ही नहीं है बल्कि ai ai1 ai2 तथा ai3 भी हैयह सब कैशे में है जब मैं लोड R3 को एग्जीक्यूट करता हूं यह फिर से 100 ns लेगा लेकिन अब मुझे कैशे में क्या मिलेगा अब मुझे bi bi1 bi2 bi3 कैशे में मिलेगा तो यह लगभग 200 ns लेगालेकिन अगले इटरेशन के अगले सेट क्या लोड होगा कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास अगला इटरेशन होगा जिसमें की दो लोड होंगे उसके बाद फिर से अगला इटरेशन होगा उसके बाद फिर से अगला इटरेशन तो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा ऑपरेंड फेच सिर्फ एक साइकिल फेच होने वाला है यह कैशे से आएगा तो यह सिर्फ 2 ns लेने वाला है 2 ns सिर्फ इसके मेमोरी फेच वाले भाग के लिए और उसके बाद वहां पर कुछ और ओवरहेड्स है जिनको कि मैं इस समय के लिए नजरअंदाज कर रहा हूं लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है 200 ns से कुछ ज्यादा जो कि मैं इस समय के लिए नजरअंदाज कर रहा हूंमैं कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं Student 8 8 ऑपरेशंस मल्टीप्लाई ऐड तो अगर मैं 4 इटरेशंस में देखूंगा तो 8 ऑपरेशंस परफॉर्म हुए और 200 ns समय लगा इसलिए मुझे क्या फ्लॉप FLOP रेट मिलने जा रहा है 8200 ns यह 40 MFLOPS है जब हम यह परफारमेंस एनालिसिस करते हैं तो हम थोड़ा अलग ढंग से एनालिसिस करते हैं बजाय इसके कि जब हम परफारमेंस एनालिसिस करते हैं एक इटरेशन के लिए और उसके बाद 4 इटरेशंस की एनालिसिस के लिए हम कैशे हिट रेशियो का उपयोग करते हैं कैशे हिट रेशियो क्या है यह कैशे में मेमोरी एक्सेस का मिलने वाला परसेंटेज या कैशे में होने वाला हिट अथवा कैशे द्वारा दिए जाने वाला मेमोरी एक्सेस का परसेंटेज है इसलिए अभी अभी जो हमने उदाहरण देखाअगर मुझे उसके कैशे हिट रेशियो की गणना करनी है मैं मेमोरी को कितनी बार एक्सेस कर रहा हूं तथा उसकी क्या परसेंटेज मुझे कैशे में मिल रही है 75 सही पहला इटरेशन iterations मुझे मेमोरी से लेना होता है लेकिन अगले तीनों मैं कैशे से ले सकता हूं इसलिए कैशे हिट रेशियो 75 है तो इसका क्या मतलब है सभी मेमोरी एक्सेस समय के लिए बजाय इसके कि अलग अलग मेमोरी एक्सेस टाइम 1ns तीन इटरेशंस के लिए तथा 100ns एक इटरेशन के लिए और ऐसे ही आगे मैं सिर्फ एक मात्रा पर काम कर सकता हूं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होने वाला है कुछ नहीं बल्कि कैशे हिट रेशियो जोकि है 075 X कैशे को एक्सेस करने में लगने वाला समय जोकि 1 ns है प्लस कैशे हिट रेशियो 1 यह वह समय है जो इसे मेमोरी तक जाने में लगने वाला है और उस समय के लिए लेटेंसी क्या होने वाली है 100ns तो यह हो जाएगा 2575 ns इसलिए मैं अब इस तथ्य पर काम करूंगा की हर मेमोरी एक्सेस 2575 ns ले रहा है मुझे एक समान दर मिलेगी इसलिए हम जल्दी से देखते यह हैं तो यहां पर क्या हो रहा है अब हमें सिर्फ एक ही इटरेशन को देखने की जरूरत है हमें चारों इटरेशंस को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एवरेज टाइम ले रहा हूं इसलिए अब अगर मैं एक इटरेशन को देखता हूं तो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं 2 एक मल्टीप्लाई तथा एक ऐड और यह कितना समय लेगा यहां पर मेमोरी से दो एक्सेस हो रहे हैं इसलिए समय लगेगा 515 nsमैं इसको लगभग 50 ले रहा हूं ठीक है इसलिए FLOPS क्या है 250 ns जोकि क्या है 40 MFLOPS के समान है यह 8200 के बराबर है फिर से हम लोग बहुत सारा एप्रोक्सीमेशन का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यहां पर किस आकार का सुधार होने वाला है इसलिए यहां पर कुछ एप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा इसलिए 4 बाइट कैशे लाइन साइज के बजाय हम 16 बाइट कैशे लाइन साइज लेंगे इसलिए तुम्हें 16 बाइट कैशे लाइन साइज किस तरह मिलेगा तुम डाटा को कैशे में कैसे लोड करोगे तुम 16 बाइट को कैशे में इस तरह लोड करोगे एक उपाय यह है कि आप अपनी डाटा बस का साइज बढ़ा दो अपनी डाटा बस को थोड़ा चौड़ा करदो तो पहले वर्ड साइज 4 बाइट का था मैं उस समय 32 बिट् एक समय पर फेच कर रहा था अब अगर मैं कैशे लाइन साइज को 16 बाइट करता हूंतो मुझे 128 बिट्स मिलेंगे लेकिन यह वास्तव में संभव नहीं है इतनी बड़ी डाटा बस वास्तव में नहीं बना सकते हैं यह बहुत महंगी होंगी तथा बहुत ज्यादा जगह लेंगी लेकिन आप 16 बाइट का कैशे लाइन साइज़ चाहते हो हमने अभी देखा कि इसने किस प्रकार हमारी सहायता की तो हम बडी कैशे लाइन साइज चाहते हैं लेकिन उसी समय हम डाटा बस का साइज भी नहीं बढ़ाना चाहते तो तुम आर्किटेक्चर में क्या करोगे इसलिए आप अनिवार्य रूप से किसी तरह का पाइपलाइन करते हो इसलिए डाटा बस का साइज 4 बाइट ही रहेगा इसलिए क्या होगा कि जब आप मेमोरी एक्सेस करोगे तो यह पहले 4 बाइट को कैशे में लाने के लिए 100 ns लेगा तो वह कैशे का एक भाग है तो हम कैशे के इस भाग को पहले 100 ns से भर देंगे ऐसा मानकर चलते हैं कि हम ऐसी मेमोरी यूनिट के साथ कम काम कर रहे हैं जिसकी ऑपरेटिंग फ्रिकवेंसी 200 मेगाहर्ट्ज है अब मेमोरी की ऑपरेटिंग फ्रिकवेंसी प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रिकवेंसी के बराबर नहीं है यह उससे काफी कम है तो हम यह मान लेंगे कि हम 200 मेगाहर्ट्ज मेमोरी यूनिट के साथ काम कर रहे हैं इसलिए यह कितना डाटा दे सकता है यह आपको एक वर्ड word वर्ड साइज का देने वाला है यह डाटा बस को हर 5 ns में 200 मेगाहर्ट्ज से भरने वाला है इसलिए हर 5ns में यह डाटा बस को फिर से भर देगा जैसे ही यह आपको 4 बाइट byte देगी तो यहां पर क्या होगा कि पहले 4 बाइट को आने के लिए 100 ns लगेंगे फिर अगले 5 ns में दूसरे 4 बाइट मिलेंगे उसके बाद अगले 5 ns में तुम्हें दूसरे 4 बाइट मिलेंगे और फिर अगले 5 ns में तुम्हें दूसरे 4 बाइट मिलेंगे पूरे मिलाकर 16 बाइट जो कि कैशे लाइन को भर देगा तो यह कैशे लाइन में आने के लिए कुल मिलाकर 115 ns लेगा तो यह आमतौर पर बड़ी कैशे लाइन साइज को संभालने के लिए इस तरह से काम करता है